फ़ाइल संशोधन प्रणाली कार्यक्रम इसलिए उदाहरण के लिए टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट फ़ाइलों को बना या संशोधित कर सकते हैं ताकि एक संभावना हो फिर फ़ाइलों की कंटेंट की खोज करने या पाठ का रूपांतरण करने के लिए विशेष आदेश हैं इसलिए यह एक और प्रकार का फ़ाइल संशोधन है जिसे हम करना पसंद करते हैं फिर प्रोग्रामिंग भाषा का समर्थन इसलिए कंपाइलर असेंबलर डिबगर्स इंटरप्रेटर्स हैं तो उन्हें कभी कभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह प्रदान किया जाता है इसलिए वे कुछ निर्मित कंपाइलरों के साथ आते हैं इसलिए असेम्बलर्स डिबगर्स अक्सर समर्थित होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके पास इस प्रकार का समर्थन नहीं होगा लेकिन जो कुछ भी है यदि यह आता है तो कई मामलों में यह उस समर्थन के साथ आता है s फिर कार्यक्रम लोडिंग और निष्पादन इसलिए विभिन्न प्रकार के लोडर हैं जो पूर्ण लोडर रिलोकटबल लोडर फिर लिंकर्स ओवरले संपादक कम लोडर जैसे उपलब्ध हैं तो ये विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं जिनके द्वारा कार्यक्रमों को मुख्य मेमोरी में लोड किया जा सकता है तो मैं बस जल्दी से उस पर एक नज़र डालूँगा इसलिए यदि आप एक कार्यक्रम को देखते हैं तो यह डिस्क में रहता है अब डिस्क से निष्पादन के लिए कार्यक्रम को मुख्य मेमोरी में लाया जाना है तो यह मेरी मुख्य मेमोरी है अब यह मुख्य मेमोरी जहां हम प्रोग्राम लोड करते हैं मान लीजिए मुझे 10 किलोबाइट के साइड सेट का प्रोग्राम मिल गया है अब यह कि 1000 किलोबाइट इस हिस्से में लोड हो सकता है जो 1000 से आगे के स्थान से शुरू होगा या इसे कुछ अन्य पते पर भी लोड किया जा सकता है अब पूर्ण लोडर के मामले में क्या होता है कि जब भी आप समस्या को लोड करते हैं तो यह निर्धारित होता है कि यह कहाँ से लोड किया गया है इसलिए इसे केवल इस पते से लोड किया गया है तो यह संभव है यदि सिस्टम में कार्यक्रमों की संख्या तय हो और हम पहले से उनके लोड मानों को जानते हैं सामान्य रूप से टेलीफोन एक्सचेंज जैसे एप्लिकेशन के लिए सामान्य है जहां चल रहे कार्यक्रमों का सेट तय है इसलिए उन मामलों के लिए यह पूर्ण लोडर उपयोगी हैं कुछ लेकिन लोडर के अधिक सामान्य रूप में पुनः लोड करने योग्य लोडर है जो कि स्मृति मुक्त होने पर निर्भर करता है इसलिए शायद इस क्षेत्र में मेमोरी मुक्त है इसलिए 1000 से लोड करने के बजाय प्रोग्राम को इस पते से लोड किया जाएगा तो इस तरह से हमें यह पुनः लोड करने योग्य लोडर मिल गया है तो ये उनके पूर्ण लोडर पुनः लोड करने योग्य लोडर हैं फिर लिंकेज संपादक या लिंकर्स हैं जिससे वास्तव में कई अलग अलग निष्पादन योग्य मॉड्यूल का संयोजन होता है ताकि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक निष्पादन योग्य मॉड्यूल मिल सके इसलिए शायद अनुप्रयोगों के समान भागों को विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित किया जाता है वे अपने अलग अलग मॉड्यूल लिखते हैं और इन सभी मॉड्यूल को अंतिम निष्पादन योग्य संस्करण प्राप्त करने के लिए एक साथ संयोजित करने की आवश्यकता होती है तो यह इस लिंकेज संपादक द्वारा किया जाता है फिर हमें ओवरले लोडर मिल गए हैं जहां कार्यक्रम के कुछ हिस्से को कार्यक्रम के कुछ अन्य भाग द्वारा निर्धारित किया गया है तो शायद एक कार्यक्रम की शुरुआत में आपको प्रक्रिया 1 की आवश्यकता है लेकिन कुछ समय बाद हम पाते हैं कि प्रक्रिया 1 की आवश्यकता नहीं है केवल प्रक्रिया 2 की आवश्यकता है इसलिए एक अलग स्थान पर प्रक्रिया 2 को लोड करने के बजाय इसलिए हम बस उस स्थान का उपयोग करते हैं जहां हमने प्रक्रिया 1 को लोड किया था इसलिए यह ओवरले की अवधारणा है ओवरले लोडर तब उपयोगी होते हैं जब हमें यह स्थान स्थिर मिला हो अब उच्च स्तर और मशीन की भाषा के लिए डिबगिंग सिस्टम इसलिए यह भी एक समर्थन है जो प्रदान किया जाता है क्योंकि हम डिबगिंग कर सकते हैं यह बेहतर है यदि हम उच्च स्तर पर ऑपरेशन कर सकते हैं कार्यक्रम के स्तर पर जिस पर कार्यक्रम लाइन के बाद लाइन द्वारा लिखित है क्योंकि यह प्रक्रिया का उपयोगकर्ता दृश्य है जबकि जैसा कि सिस्टम का संबंध है यह मशीन भाषा के स्तर पर काम कर रहा है इसलिए सिस्टम के लिए मशीन स्तर डिबगिंग आसान है हमें मशीन के स्तर के साथ साथ उपयोगकर्ता के स्तर पर दोनों स्तरों पर कुछ प्रदान करना चाहिए इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह का समर्थन कर सकता है फिर संचार हमें कई प्रक्रियाओं के बीच संचार करने की आवश्यकता हो सकती है तो इस तरह हमें प्रक्रियाओं उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर सिस्टम के बीच आभासी कनेक्शन प्राप्त होने चाहिए इसलिए वर्चुअल कनेक्शन क्योंकि कोई भौतिक पाइप या भौतिक कतार नहीं है जिसे लागू किया गया है सभी कुछ मेमोरी के संदर्भ में आभासी हैं अंततः वे सभी कुछ मेमोरी स्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं वे उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे को संदेश भेजने की अनुमति देते हैं स्क्रीन ब्राउज़ करते हैं वेब पेज ईमेल भेजते हैं या एक मशीन से दूसरे में दूरस्थ रूप से स्थानांतरण फ़ाइलों को लॉगिन करते हैं तो ये विभिन्न संचार प्रकार के सिस्टम प्रोग्राम हैं जो सिस्टम में प्रदान किए जाते हैं और उन्हें लागू करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध सिस्टम कॉल के संदर्भ में कुछ ऑपरेशन किए जाने की आवश्यकता है बैकग्राउंड सेवाओं के लिए इसलिए शायद कुछ सेवाओं को बूट समय पर शुरू किया जाना चाहिए जैसे सिस्टम स्टार्ट अप और फिर समाप्त करना और फिर सिस्टम बूट से शटडाउन तक कुछ सिस्टम जैसे कि हम इस प्रकार की दोनों सेवाओं को उपलब्ध करना पसंद कर सकते हैं कुछ सेवाओं को स्टार्ट अप समय पर लागू किया जाएगा और तब शायद जब सिस्टम बूट हो रहा हो और जब सिस्टम नीचे की तरह हो रहा हो और फिर कुछ ऐसा होता है जो सिस्टम के पूरे टाइम पीरियड के लिए चलता है जैसे कि जब भी सिस्टम बूट होता है तो प्रोसेस आता है या सर्विस जैसी सुविधाएं आती हैं जैसे डिस्क चेकिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एरर लॉगिंग प्रिंटिंग्स तो ये विभिन्न बैकग्राउंड सेवाएं हैं जो चलती रहती हैं इसलिए सिस्टम के एक उपयोगकर्ता के रूप में इसलिए आप उन सेवाओं को नहीं देखते हैं लेकिन वे सेवाएँ चल रही हैं उपयोगकर्ता संदर्भ में चलाएं और कर्नेल संदर्भ नहीं तो वे उपयोगकर्ता स्तर के कार्यक्रम हैं इसलिए हालांकि वे कुछ अर्थों में कह सकते हैं कि वे कम प्राथमिकता वाले उपयोगकर्ता प्रक्रियाएं हैं इसलिए वे बैकग्राउंड में चल रहे हैं जो कि सूचना के लिए सिस्टम व्यवस्थापक द्वारा बाद में सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार या सिस्टम संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाएगा लेकिन हम इसलिए कर सकते हैं कि वे सिस्टम नहीं हैं मोड प्रक्रिया केवल तो वे सेवाओं उप प्रणालियों या डेमन के रूप में जाने जाते हैं इसलिए यदि आप लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में डेमन हैं जो चल रहे हैं इसलिए यह डेमन कुछ भी नहीं है लेकिन यह बैकग्राउंड सेवाएं हैं फिर हमें ऐसे एप्लिकेशन प्रोग्राम मिले हैं जो वे उपयोगकर्ताओं द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम से संबंधित नहीं हैं और आमतौर पर ओएस का हिस्सा नहीं हैं इसलिए वे वास्तव में उदाहरण के लिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक द्विघात समीकरण की जड़ें ढूंढते हैं इसलिए यह एप्लिकेशन प्रोग्राम है जो चल रहा है या कुछ डेटाबेस जो चल रहा है इसलिए यह एक एप्लिकेशन प्रोग्राम भी है जो चल रहा है इसलिए उन्हें कमांड लाइन माउस क्लिक या फिंगर पोक द्वारा लॉन्च किया जाता है इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं इसलिए कमांड लाइन इंटरफ़ेस पर हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर निष्पादन के लिए एक कमांड देते हैं हम प्रोग्राम को लागू करने के लिए एक माउस क्लिक करते हैं या अगर इसे टच स्क्रीन कहते हैं तो हम अपनी उंगली का उपयोग कुछ सर्विस शुरू करने के लिए कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और कार्यान्वयन इसलिए OS का डिज़ाइन और कार्यान्वयन हल करने योग्य नहीं है लेकिन कुछ दृष्टिकोण सफल साबित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरा ओएस डिजाइन सबसे कुशल होगा जो संभव है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमेन में कई समस्याएं हैं तो वे एनपी हार्ड समस्या से संबंधित हैं इसलिए उन्हें इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है लेकिन वे दृष्टिकोण इसे और अधिक सफल बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है क्योंकि वे विभिन्न समूहों द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और एक समूह किसी अन्य समूह के डिज़ाइन नहीं विभाजित करेगा इसलिए परिणामस्वरूप प्रत्येक समूह स्वतंत्र रूप से प्रयास कर रहा है और वे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विभिन्न संरचनाओं के साथ आते हैं लक्ष्य और विशिष्टताओं को परिभाषित करके डिजाइन शुरू करें इसलिए हम बताते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर हम सिस्टम को परिभाषित करके और वास्तविक कार्यान्वयन पर जाना चाहते हैं वे सिस्टम हार्डवेयर प्रकार बैच समय सिस्टम एकल उपयोगकर्ता बहु उपयोगकर्ता साझा वास्तविक समय वगैरह से प्रभावित होते हैं इसलिए हम किस हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म पर लागू करने जा रहे हैं ताकि एक विशेष हार्डवेयर हमें कुछ सुविधाएँ प्रदान करे तो पहले की तरह जब यह माइक्रोप्रोसेसरों या माइक्रोकंट्रोलर्स जहां विकसित हो रहे हैं वे लोग केवल उच्च और उच्च गति की तलाश में है लेकिन उसके बाद लोगों ने समझा कि वहां रॉ गति होना पर्याप्त नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को उन हार्डवेयर के टुकड़े से उन सुविधाओं की मदद लेने में सक्षम होना चाहिए जो हम प्रदान कर रहे हैं इसलिए इसके बाद उन्होंने मेमोरी सिस्टम यूनिट फिर सुरक्षा चीजों जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित मॉड्यूल को एकीकृत करना शुरू कर दिया कि वे स्वयं आर्किटेक्चर या प्रोसेसर के हार्डवेयर में शुरू हो रहे हैं तो यह भी बेकार डिजाइन है हार्डवेयर में उन विकल्पों की उपलब्धता से प्रभावित हो रहा है इसलिए हम किस हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं तदनुसार डिजाइन की निश्चित शैली का पालन किया जाएगा साथ ही जिस प्रकार का सिस्टम हम डिज़ाइन करना चाहते हैं चाहे वह बैक सिस्टम हो या वह टाइम शेयरिंग सिस्टम हो यह एक एकल उपयोगकर्ता या बहु उपयोगकर्ता वितरित प्रणाली है चाहे वह वास्तविक समय प्रणाली हो या न हो इस तरह से वहाँ कई डिजाइन मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और यह निर्धारित करेंगे कि डिजाइन प्रतिमान क्या होना चाहिए लक्ष्यों को परिभाषित करने के संदर्भ में दो समूह एक उपयोगकर्ता लक्ष्य है उपयोगकर्ता लक्ष्य आम तौर पर कहते हैं कि विश्वसनीय सुरक्षित तेज़ सीखने में आसान और उपयोग करना सुविधाजनक होना चाहिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाने में एक बुनियादी बाधा यह है कि हम वहां के कमांड्स को नहीं जानते हैं आजकल इस GUI आधारित इंटरफ़ेस के आगमन के साथ यह कमोबेश लगता है इसलिए भले ही मुझे सिस्टम कमांड्स का पता नहीं है मैं सिस्टम को एक अच्छे विस्तार के लिए उपयोग कर पाऊंगा केवल तभी मुझे उस सिस्टम के कुछ परिष्कृत फीचर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी इसलिए मुझे सिस्टम का विवरण और संबंधित पैरामीटर क्या हैं और इस तरह से संबंधित कमांड क्या हैं यह जानने की जरूरत है इसलिए इस आवश्यकता ने सिस्टम को GUI की ओर धकेल दिया है अब इसलिए कि यह उपयोगकर्ता का लक्ष्य है यह मूल रूप से एक उपयोगकर्ता का लक्ष्य है दूसरी ओर सिस्टम लक्ष्य को लागू करने और बनाए रखने के साथ साथ लचीला विश्वसनीय त्रुटि मुक्त और कुशल डिजाइन करना आसान होना चाहिए इसलिए सिस्टम को डिज़ाइन करना आसान होना चाहिए जैसे कि आप उच्च स्तरीय भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं या असेंबली भाषा जो कि एक बड़ी पसंद है इसलिए अगर मैं उच्च स्तर की भाषा में लिख सकता हूं तो अपनी चिंताओं को व्यक्त करना ज्यादा आसान है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम में स्थिरांक को स्थिर करना आसान है तो इस तरह यह डिजाइन करना कितना आसान है इसे लागू करना कितना आसान है बनाए रखने का मतलब है कि कल कुछ रिपोर्ट कुछ बग रिपोर्ट या कुछ वृद्धि की चीजें होनी चाहिए इसलिए इसे संशोधित करना कितना आसान है इसे बनाए रखना कितना आसान है फिर लचीलापन विश्वसनीयता कितना त्रुटि है ठीक है तो ये सिस्टम के दृष्टिकोण मुद्दे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्दिष्ट और डिजाइन करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अत्यधिक रचनात्मक कार्य है इसलिए निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी डिजाइन प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने की कोशिश करेगा इसलिए OS डिज़ाइन प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करना निश्चित रूप से कठिन है क्योंकि OS स्वयं बहुत जटिल है और फिर उसके लिए दस्तावेज़ बनाना अधिक कठिन हो जाता है इसलिए यदि आप तंत्र और नीतियों में हैं तो नीति को अलग करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत का अर्थ है कि क्या किया जाना चाहिए और यह कैसे करना है इसलिए नीति और तंत्र नीति के अनुसार हम कुछ अपना सकते हैं लेकिन जब हम तंत्र में आते हैं तो यह करना आसान हो सकता है या नहीं भी इसलिए तंत्र यह निर्धारित करता है कि कुछ कैसे किया जाए नीतियां तय करती हैं कि क्या किया जाएगा ठीक है तंत्र से नीति का पृथक्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अधिकतम लचीलेपन की अनुमति देता है यदि बाद में नीतिगत निर्णय बदल दिए जाएं उदाहरण के लिए टाइमर इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम और अधिक सटीक टाइमर पेश करना चाहें इसलिए यह नीतिगत निर्णय है अब यदि नीति निर्णय यह बताता है कि मैं एक बेहतर टाइमर का उपयोग करना चाहता हूं तो मैं इसके वास्तविक कार्यान्वयन भाग को बदलने के लिए जा सकता हूं इसलिए यदि नीतियां हैं तो मुझे लचीलापन होना चाहिए ताकि बाद में नीतिगत निर्णय आसानी से बदले जा सकें कार्यान्वयन पक्ष में प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बहुत भिन्नता हो सकती है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए हैं और फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अल्गोल पीएल 1 और अब उनमें से ज्यादातर को सी सी प्लस और उसके जैसे लिखा जाता है इसलिए OS डिज़ाइनों में बहुत भिन्नता है इसलिए जब उच्च स्तरीय भाषा की आवश्यकता होती है तो पोर्ट आसान हो जाता है OS कोड लिखने में त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि बहुत ही सरल कारण से यह है कि उच्च स्तरीय उपयोगकर्ता को कार्यक्रम का बेहतर नियंत्रण मिल गया है जबकि यदि आप असेंबली स्तर पर लिख रहे हैं तो तर्क में त्रुटि करने की संभावना अधिक है तो आदर्श रूप से यह भाषाओं का मिश्रण होना चाहिए सबसे निचले स्तर के लिए असेंबली में सी में मेन बॉडी और सी प्लस प्लस में कुछ प्रोग्राम्स या पर्ल पायथन शेल स्क्रिप्ट वगैरह जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए असेंबली में सबसे निचला स्तर क्योंकि जब आप असेंबली में लिख रहे होते हैं तो आपको रजिस्टरों सीपीयू रजिस्टर का एक्सेस सीधे मिलता है इसलिए विशेष रूप से मूल इनपुट आउटपुट सेवा भाग ताकि यह अंतर्निहित प्रोसेसर की असेंबली भाषा के संदर्भ में आदर्श रूप से लिखा गया हो और दूसरी बात यह है कि आम तौर पर हम सिस्टम के प्रदर्शन का अनुकूलन करना चाहते हैं अब यदि आप यह अनुकूलित करना चाहते हैं कि इसे सबसे कम स्तर पर एक फैशन में लागू किया जाना चाहिए ताकि यह निष्पादन में सबसे तेज हो इसलिए सबसे तेज़ निष्पादन के लिए हमें असेंबली भाषा में लिखना होगा या जिसे आसानी से मशीन कोड में अनुवाद करना होगा इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यह निम्नतम स्तर आम तौर पर असेंबली में लिखा जाता है जिसके शीर्ष पर मुख्य बॉडी C भाषा में लिखी जाती है और सिस्टम प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं जो सिस्टम प्रोग्राम इस मुख्य OS भाग की तुलना में उच्च स्तर के होते हैं जो उपयोग कर रहे हैं यह OS सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कहता है तो उन्हें उच्च स्तरीय भाषा में भी लिखा जा सकता है जो कि C C plus plus Perl Python वगैरह है उच्च स्तर की भाषा निश्चित रूप से अन्य हार्डवेयर के लिए पोर्ट करने में आसान होते हैं क्योंकि मैं केवल गंतव्य मशीन पर प्रोग्राम को संकलित कर सकता हूं और मुझे कोड वापस मिलता है तो इस तरह से यह है कि मैं ओएस कोड वापस ले लूं यही कारण है कि मुझे प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से ले जाने में सक्षम होना चाहिए लेकिन निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हमें मिलता है वह धीमा होगा जैसे कि असेंबली स्तर भाषा का कार्यक्रम जब कोई लिख रहा होता है तो वह वास्तव में उस प्रणाली में एक मास्टर होता है इसलिए स्वाभाविक है कि जो कार्यक्रम लिखा जाएगा वह इस प्रणाली की अधिक विस्तार से देखभाल करेगा इसलिए यह बहुत कुशल होगा लेकिन असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा कार्यक्रमों के मामले में तो यह वास्तव में कुछ संकलक द्वारा किया जाता है और संकलक उच्चतम स्तर की दक्षता का दोहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो सिस्टम दे सकता है इस प्रकार हमें उच्च स्तर और मशीन स्तर कोड का उपयोग करने में कठिनाई के साथ साथ लचीलापन भी मिला है हमारे पास अनुकरण हो सकता है जो ओएस और गैर देशी हार्डवेयर पर चलने की अनुमति दे सकता है तो अनुकरण का मतलब है जैसे कि यदि आपने कहा है आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है तो यह कहा गया है अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल गया है तो मान लीजिए कि यह एक मशीन है जो सन सोलारिस के आधार पर है और मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रहा हूं मैं लिनक्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रहा हूं लिनक्स का कुछ संस्करण जिसे मैं संशोधित कर रहा हूं अब आप देखते हैं कि इस लिनक्स को चलाने के लिए यहां मुझे कुछ प्लेटफॉर्म मिले हैं तो यह कुछ हार्डवेयर पर चल रहा है कह सकते हैं कि यह कुछ पेंटियम प्रोसेसर हो सकता है जिस पर यह चल रहा है अब मैं यहां लिनक्स के लिए कोड विकसित कर सकता हूं लेकिन यह लिनक्स शायद किसी मशीन को लक्षित करता है जो कुछ प्रोसेसर है जो एएमडी से है तो यह एक AMD प्रोसेसर पर चल सकता है लेकिन भले ही यह लिनक्स कोड विकसित हो और इसे इस पर चेक किया गया हो इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह AMD पर चल रहा होगा या नहीं तो उस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है किसी तरह इस बिंदु पर एएमडी के व्यवहार का अनुकरण करें तो सॉफ्टवेयर की एक और परत है जो पेंटियम हार्डवेयर का उपयोग करके एएमडी हार्डवेयर का अनुकरण करेगी इसलिए अब लिनक्स प्रोग्राम को विकसित करने के बाद अगर मैं इसे इस एएमडी इंटरफेस के माध्यम से यहां चलाता हूं तो मैं इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश संचालन के बारे में सुनिश्चित हो सकता हूं कि यह एएमडी प्लेटफॉर्म पर भी ठीक से चलाया जाएगा या नहीं इसलिए हमें उस पर कुछ भरोसा हो जाएगा तो यह अनुकरण की प्रक्रिया है कि एक प्रोसेसर हार्डवेयर के दूसरे टुकड़े पर उत्सर्जित होता है जहां वास्तविक हार्डवेयर कुछ अलग होता है जिस पर वह चल रहा होता है तो यह एमुलेशन यह एक गैर देशी हार्डवेयर पर ओएस को चलाने की अनुमति दे सकता है तो यहाँ यह AMD एक गैर देशी हार्डवेयर है और यह इस Pentium प्रोसेसर पर चल रहा है इसलिए यह AMD के इस अनुकरण के माध्यम से है आगे हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने के विभिन्न तरीके हैं जैसे कि हमारे पास मोनोलिथिक संरचना हो सकती है हमारे पास स्तरित संरचना हो सकती है हम एक माइक्रोकर्नेल आधारित संरचना कर सकते हैं तो अखंड संरचना का अर्थ है कि संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जैसे कि MS DOS जैसी सरल संरचना कहें तो जो कि हमारे Microsoft डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लंबे समय तक बाजार में रहा है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा अखंड टुकड़ा है इसलिए हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह अधिक जटिल मिला है तो यह भी एक मोनोलिथिक है इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अखंड टुकड़ा है फिर हमें एक स्तरित संरचना भी मिली है जहां परतों के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है तो उस पर शीर्ष इनपुट आउटपुट सेवाओं के संदर्भ में हम ओएस की एक परत बनाते हैं उसके ऊपर हम एक और परत बनाते हैं ताकि जिस तरह से उपयोगकर्ता उच्च स्तर और उच्चतर परत पर बैठें और यह आपको सेवा मिल सके काम करने के लिए निचली परतों से तो यह स्तरित दृष्टिकोण है हमारे पास यह माइक्रो कर्नेल आधारित दृष्टिकोण हो सकता है उदाहरण के लिए इस मैक ओएस को यह माइक्रोकर्नेल मिला है जहां इस कर्नेल फ़ंक्शन का उपयोग ऑपरेशन करने के लिए किया जाएगा तो एमएस डॉस में देख रहे हैं MS DOS कम से कम जगह में सबसे अधिक कार्यक्षमता प्रदान करने करता है इसलिए हमें सीमित हार्डवेयर सुविधाएं मिली हैं इसलिए नोड मॉड्यूल में विभाजित नहीं है और इसकी संरचना और कार्यक्षमता का स्तर कुछ संरचना है और अच्छी तरह से अलग नहीं है तो हमें यह मिल गया है सबसे निचले स्तर पर हमें यह ROM बायोस डिवाइस ड्राइवर मिला है जो इस बुनियादी इनपुट आउटपुट सेवाओं के माध्यम से उपकरणों से बात कर सकता है फिर उसके ऊपर हमें dos डिवाइस ड्राइवर मिले हैं जो इस बायोस डिवाइस ड्राइवर्स का उपयोग उच्च स्तर के डिवाइस ड्राइवर्स के लिए करते हैं और फिर कुछ रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जिससे कि हमें वहां भी सेवाएँ मिलती हैं तो वे मूल रूप से सिस्टम कॉल प्रदान करने वाले हिस्से जो सिस्टम कॉल इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं तो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है इसलिए यह निष्पादित करने के लिए इस MS DOS डिवाइस ड्राइवरों और बायोस डिवाइस ड्राइवरों की मदद से इस निवासी सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग करेगा अंडरलाइन हार्डवेयर द्वारा जॉब पाने के लिए तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मूल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना सीमित थी और हार्डवेयर कार्यक्षमता द्वारा सीमित थी यूनिक्स ओएस में दो अलग अलग हिस्से होते हैं एक सिस्टम प्रोग्राम है और दूसरा कर्नेल है इसलिए सिस्टम प्रोग्राम जिन्हें हमने स्लैश बिन निर्देशिका में देखा है ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और वे वास्तव में कमांड हैं जो यूनिक्स समर्थन करता है और कर्नेल भाग इसलिए कर्नेल भाग सिस्टम कॉल इंटरफ़ेस के नीचे और भौतिक हार्डवेयर के बारे में सब कुछ होता है तो यह फाइल सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग मेमोरी मैनेजमेंट प्रदान करता है इसलिए वे सभी कार्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें कर्नेल में डाल दिया जाता है इसलिए जब भी हमें सिस्टम से एक सेवा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो हमें एक सिस्टम कॉल करना होगा या कुछ सिस्टम प्रोग्राम की मदद लेनी होगी जो बदले में सिस्टम कॉल की मदद लेते हैं इसलिए अंततः वे सभी सिस्टम कॉल करते हैं और जो सिस्टम कॉल करते हैं उन्हें निष्पादित किया जाएगा और वे हमें सेवा प्रदान करते हैं तो पारंपरिक यूनिक्स संरचना इस तरह है तो हमें एक टर्मिनल कंट्रोलर टर्मिनल मिला है जो हमारे टर्मिनलों का कंट्रोलर है हमें डिस्क और टेप्स के लिए डिवाइस कंट्रोलर मिला है हमें फिजिकल मेमोरी के लिए मेमोरी कंट्रोलर मिला है तो यह निम्नतम स्तर है फिर उसके शीर्ष पर हमें कर्नेल स्तर मिला है तो कर्नेल स्तर है हार्डवेयर के लिए कर्नेल इंटरफ़ेस तो यहाँ वास्तव में आप डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस की बात कर रहे हैं इसलिए इस डिवाइस वर्ग में से प्रत्येक हैं जिसमें उनके ड्राइवर होंगे और यह कर्नेल उन डिवाइस चालकों को अलग अलग उपकरणों द्वारा काम दिलाने के लिए आमंत्रित करेगा तब हमें यह सिस्टम कॉल इंटरफ़ेस कर्नेल लिए मिला है और कर्नेल जिसमें हमें कई प्रकार के फ़ंक्शंस मिले हैं जैसे सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग कैरेक्टर IO सिस्टम टर्मिनल ड्राइवर तो ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जो टर्मिनल के लिए प्रदान की जाती हैं तो टर्मिनल को कैसे संभालना है कैसे करेक्टर्स की एक धारा को टर्मिनल में भेजा जाए और कैसे टर्मिनल से वर्णों की एक स्ट्रिंग प्राप्त की जाए इसके लिए रूटीन होंगे तो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह इसी तरह फ़ाइल सिस्टम के लिए हमें कॉल मिली हैं जिसके द्वारा हम डिस्क और टेप से डिस्क और डेटा प्राप्त कर सकते हैं तो उनके पास डिस्क और टेप ड्राइवर होंगे जो उन कार्यों को कर रहे होंगे तो इसी तरह सीपीयू शेड्यूलिंग पार्ट के लिए यह मेमोरी इंटरफ़ेस जैसे पेज रिप्लेसमेंट डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी तो वे सभी कर्नेल सेवाओं के सेट द्वारा और फिर से प्रदान किए जाते हैं इसलिए उपयोगकर्ता स्तर से इंटरफ़ेस नामक सिस्टम होगा जो इसे कर्नेल मोड में ले जाएगा और कर्नेल मोड में यह उन सभी ऑपरेशनों को कर रहा होगा इसलिए उपयोगकर्ता जब वे इस स्तर पर होते हैं इसलिए उपयोगकर्ता या तो कॉल दे सकते हैं इस शेल कमांड को जो अंततः सिस्टम के लिए सिस्टम कॉल में अनुवाद करेगा यह एक संभावना हैं अन्य संभावना यह है कि उपयोगकर्ता उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए अपने प्रोग्राम को कुछ एप्लिकेशन प्रोग्राम में संकलित करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग कर सकते हैं और यह कि एप्लिकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए दिया जा सकता है और जब यह एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहा होता है तो यह कई सिस्टम कॉल को जन्म दे सकता है और उन सिस्टम कॉल को कर्नेल द्वारा निष्पादित किया जाएगा तो इस तरह से पारंपरिक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए वे संरचना का पालन करते हैं दूसरी ओर यह लिनक्स सिस्टम वास्तव में मुझे लगभग समान संरचना मिली है जो हमें सबसे निचले स्तर पर हार्डवेयर है उससे ऊपर स्तर पर डिवाइस ड्राइवर है डिवाइस को मोटे तौर पर ब्लॉक डिवाइस और कैरेक्टर डिवाइस में विभाजित किया गया है ब्लॉक डिवाइस वास्तव में वे डिवाइस हैं जो उस टेप डिस्क वगैरह की तरह थे जहां ब्लॉक के संदर्भ में बात होती है यानी हम एकल करैक्टर डेटा ट्रांसफर नहीं करते हैं यह 1024 बाइट्स या 4096 बाइट्स जैसे ब्लॉक के संदर्भ में है और करैक्टर डिवाइस हैं डिस्प्ले की तरह तो आपके कीबोर्ड जैसे हैं इसलिए वे कैरेक्टर के संदर्भ में स्थानान्तरण हैं तो हमें कैरेक्टर डिवाइस हैंडलर मिल गए हैं हमें ब्लॉक डिवाइस हैंडलर मिल गए हैं मेमोरी मैनेजर जो इंटरनल मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन पार्ट को हैंडल करेंगे तब हमें यह नेटवर्क मैनेजर मिल गया है इसलिए यह टीसीपी होगा जो इस फाइल ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का पालन करेगा इसलिए हमें फ़ाइल सिस्टम संबंधित मॉड्यूल मिल गया है जो ऐसा कर रहा है जो नई फ़ाइल खोलने फ़ाइल वगैरह बनाने के मामले में फ़ाइल सिस्टम को लागू करेगा फिर सीपीयू अनुसूचक जो निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी नौकरी होगी या किस प्रक्रिया को क्रियान्वयन के लिए सीपीयू मिलेगा इसलिए यही कारण है कि अनुसूचक इसलिए शीर्ष स्तर पर हमें एप्लिकेशन मिले हैं और एक मानक सी लाइब्रेरी है जो इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है और फिर यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए यह एक एप्लिकेशन चल रहा है जब भी सिस्टम से सेवा की आवश्यकता हो तो यह बना रहा है कि यह इस सिस्टम कॉल इंटरफ़ेस से गुजर रहा है और वहाँ से यह इस कर्नेल मोड पर आ जाएगा जहाँ यह विभिन्न संचालन कर रहा होगा जो भी इसके लिए अनुरोध किया जाता है तो यदि आप देखते हैं तो प्रतिरूपकता अखंड दृष्टिकोण एक ऐसी स्थिति में परिणाम होता है जहां सिस्टम के एक हिस्से में परिवर्तन अन्य भागों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है चूंकि पूरी चीज अखंड है इसलिए यदि आप कहीं बदलते हैं तो शायद एक कैस्केड प्रभाव के रूप में इसलिए आपको कई स्थानों पर बदलने की आवश्यकता है इसलिए यह समस्या है वैकल्पिक रूप से हम कर सकते हैं उस सिस्टम को डिज़ाइन जहां ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग छोटे घटकों में विभाजित किया गया है जिसमें विशिष्ट और सीमित कार्यक्षमता है और इन सभी घटकों के योग में कर्नेल शामिल है तो यह एक मानक विधि है जिसका पालन अब एक नई प्रणाली में किया जाता है क्योंकि अब पूरी जॉब को मॉड्यूल में विभाजित किया गया है और यह एक फाइल सिस्टम मॉड्यूल है जिसमें कुछ वृद्धि है जैसा कि किया जाना चाहिए यह मेरे सीपीयू शेड्यूलिंग मॉड्यूल को प्रभावित नहीं करना चाहिए इसलिए जैसे हमारे पास इस प्रकार का अलगाव है इसलिए यह हमारी मदद करेगा तो हमारे अन्य विकास में कोई भी सॉफ़्टवेयर विकास जो आप जानते हैं यह प्रतिरूपकता बहुत मदद करती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सही है इसलिए हमें जो लाभ मिलता है जैसे एक प्रणाली या एक घटक में परिवर्तन केवल उस घटक और किसी अन्य को प्रभावित करने के लिए सिस्टम को लागू करने वालों को और अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है सिस्टम से आंतरिक कामकाज को बदलते हुए और मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में इसलिए मूल रूप से जिन चीजों को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं एक ऑपरेशन के आधार पर कुछ हिस्सा है इसलिए हम इसे दो भागों में विभाजित कर रहे हैं जैसे एक भाग इंटरफ़ेस है तो यह इंटरफ़ेस हिस्सा है और अन्य कार्यान्वयन हिस्सा है इसलिए यदि आप इंटरफ़ेस भाग को बदलते हैं तो कार्यान्वयन में बदलाव नहीं हो सकता है इसी प्रकार आप इंटरफ़ेस को ठीक रखते हुए कार्यान्वयन भाग को बदल सकते हैं तो यह एक चीज है जो हमारे पास है वह है मॉड्यूलरिटी का एक फायदा दूसरी बात यह है कि मेरे सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल हैं इसलिए यदि यह मॉड्यूल कुछ बदलाव से गुजर रहा है इसलिए जो अन्य मॉड्यूल उन्होंने किया था वे नहीं बदले इसलिए वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं तो इस तरह से यह प्रतिरूप हमें मदद करता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अखंड टुकड़ा होने के बजाय वे इसे वितरित चीज़ बना रहे हैं जैसे कि वे इसे कई मॉड्यूल में विभाजित कर रहे हैं ताकि यह काम मॉड्यूल की संख्या के बीच वितरित हो और विभिन्न सेटअप डेवलपर्स विभिन्न मॉड्यूल पर काम कर सकें कई ऑपरेटिंग सिस्टम आज विकास दुनिया भर में फैले समूहों द्वारा योगदान दिया जाता है इसलिए यदि कुछ समूह केवल फ़ाइल प्रबंधन भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसलिए उन्हें CPU शेड्यूलिंग भाग के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह अगर फ़ाइल प्रबंधन भाग में कुछ वृद्धि की जाती है ताकि आसानी से मौजूदा सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सके तो यह एक तरह से यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन अब बढ़ रहा है इसलिए यह प्रतिरूपकता वहां बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे